आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतेश पासुपुलेटी है मैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग विभाग आईआईटी रुड़की में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं आज मैं DRR की 2 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो कि आपदा जोखिम में कमी है और इन 2 में CAM और CBDRM शामिल हैं सीएएम सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन है और दूसरा सीबीडी समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन है इसलिए इससे पहले कि हम इन सीएएम और सीबीडीआरएम के बारे में बात करते हैं मुझे लगता है कि मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि सिस्टम के भीतर की जटिलताएं और इन विभिन्न नेटवर्क पर पदानुक्रम क्या हैं संस्थागत नेटवर्क और एक आपदा वसूली के समन्वय परियोजना पर किस तरह की बाधाएं हैं क्योंकि जब हम आपदा वसूली के बारे में बात करते हैं तो बहुत सी एजेंसियां विशेष रूप से तस्वीर में आती हैं भले ही आप संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली लेते हैं लेकिन उन्हें वास्तव में कैसे वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाता है कैसे वे एक दूसरे के लिए पदानुक्रमित हैं और कैसे वे एक दूसरे के भीतर काम कर रहे हैं तो आइए देखें कि यह कैसे किया गया है मैक्स लॉक सेंटर जहां मैंने पहले अपने शोध के हिस्से के रूप में काम किया था और उन्होंने मन के अंतर पर एक दस्तावेज प्रकाशित किया है आपदा के बाद पुनर्निर्माण और मानवीय राहत से संक्रमण तो उस मोनोग्राफ में मैक्स लॉक सेंटर टोनी लॉयड जोन्स और उनकी टीम ने इस तरह के नेटवर्क को विकसित किया है कि संयुक्त राष्ट्र में क्या होता है और विभिन्न विभिन्न निकाय क्या हैं और इसलिए आइए मैं आपको इस तरह की संस्थागत जटिलता के बारे में समझाऊंगा संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली इसलिए आप में से एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च निकाय है और जिसे आगे चलकर आपदा जोखिम न्यूनीकरण ISDR की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में विभाजित किया गया है और जिसके भीतर हमारे पास आपदा जोखिम में कमी और संयुक्त राष्ट्र आईएसडीआर के लिए अंतरगति टास्क फोर्स है जिसमें आईएसडीआर के लिए अंतर्राज्यीय सचिवालय है इसलिए यह 2 आईएसडीआर तैयार करता है और फिर आपके पास मानवीय नीति विकास और मानवीय वकालत का समन्वय है हमारे पास UNESD की UN एजेंसियां हैं जो आर्थिक और सामाजिक विकास और UNESA है आर्थिक और सामाजिक मामले और DESE एसडीसी और यूएनडीएडब्ल्यू को समर्थन और समन्वय महिला और UNCRD की उन्नति क्षेत्रीय विकास इसलिए जैसे कि ये कई एजेंसियां इसका हिस्सा हैं और फिर आपके पास केंद्रीय रजिस्टर और OCHA है जो एक महत्वपूर्ण पहलू है मानवीय मामलों के समन्वय का कार्यालय इसलिए यह केंद्रीय रजिस्टर आपातकालीन दूरसंचार से संबंधित है और आपातकालीन और राहत समन्वयक इसलिए यह हिस्सा एक महत्वपूर्ण कार्यालय है और यहीं से इसकी अंतर्राज्यीय स्थायी समिति में अंकुरित होता है जो एक प्रारंभिक वसूली क्लस्टर के साथ साथ एक नागरिक सैन्य और समन्वय है क्योंकि यह विशेष रूप से IAC जो स्पष्ट रूप से जल्दी वसूली के बारे में बात कर रहा है सैन्य चित्र में आता है इसलिए कि जहां सिविल सैन्य समन्वय है और आईएसडीआर से यह वहां जाता है डब्ल्यूसीडीआर के कार्यक्रम का संचालन करता है जो आपदा जोखिम में कमी और आईडीडी पर विश्व सम्मेलन है आंतरिक विस्थापन प्रभाग की अंतरविरोधी ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि एक यूएनडीपी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संकट निवारण और रिकवरी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम और ड्रायलैंड्स डेवलपमेंट सेंटर की बात करता है और संयुक्त राष्ट्र के निवास स्थान पल निवास स्थान तस्वीर में आता है यह आश्रय के साथ ऐसा करने के लिए अधिक है आश्रय और स्थायी मानव बस्तियों और आपदा प्रबंधन कार्यक्रम तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए डब्ल्यूएच के बारे में बात करता है जो संकट में स्वास्थ्य कार्रवाई के साथ अधिक है संकट और आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य की स्थिति के दृष्टिकोण के लिए एंडीमिक और महामारी संबंधी बीमारियों को रोकना और एफएओ जो कृषि पशुधन मछली पालन और वानिकी है जो वैश्विक सूचना और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का भी है यह प्रकृति से संबंधित आजीविका पहलुओं और विश्व खाद्य कार्यक्रम की तुलना में आजीविका के बारे में बात करता है क्योंकि आप जानते हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कुपोषण इसलिए हम विकासशील देशों में गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए जहां कानून है विश्व खाद्य कार्यक्रम भी एक महत्वपूर्ण पहलू है हम संकट के समय में खाद्य सुरक्षा कैसे दे सकते हैं UNEP जो कि आपदा प्रबंधन में पर्यावरण के मुद्दों के साथ अधिक करने के लिए है इसलिए यह वह है जहां प्रारंभिक सूचना के बारे में बात की जाती है क्योंकि मूल्यांकन सूचना डेटाबेस और स्थानीय स्तर पर आपात स्थिति के रूप में अच्छी तरह से यूनिसेफ जो आपदाओं में बच्चों की स्वास्थ्य शिक्षा समानता और बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिक है इसलिए यूनिसेफ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वे कैसे जानते हैं कि आप उन बच्चों की देखभाल करते हैं जो आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं और वे किस तरह की स्वास्थ्य शिक्षा और साथ ही उनके और यूनेस्को के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं जो एक रोकथाम रणनीति और वैश्विक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रभाव प्रतिरोधी है और यह इन समुदायों के लिए सांस्कृतिक ढांचे के बारे में भी बात करता है जो एक समुदायों के लिए और कैसे प्रभावित होते हैं यह भी महत्वपूर्ण स्थल धरोहर स्थल जो आपदाओं में प्रभावित हुए हैं और यूएनएचसी जो विस्थापित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में बात कर रहा है चाहे वह शरणार्थियों के रूप में हो चाहे युद्ध के दौरान या किसी आपदा के कारण विस्थापित हुए लोगों के रूप में

वास्तव में और यह प्रणाली जब यह राष्ट्रीय सरकारों या राज्य स्तर की पार्टियों से जुड़ जाती है जो और भी जटिल परिस्थितियां होती हैं तो काम करती हैं क्योंकि राजनीतिक पर वे सीधे किसी विशेष राष्ट्र या किसी देश की राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी होती हैं जो हो सकता है एक अलग स्थिति में दबाव डाला जा सकता है प्राथमिकताएं बहुत अलग हैं इसलिए यहीं पर पॉल ओलिवर और एयसन यासमीन ने वास्तव में इस पर टिप्पणी की कि कैसे रिकवरी प्रक्रिया की धारणाएं समान नहीं हैं उनमें से जो रिकवरी का संचालन कर रहे हैं और जो प्राप्तकर्ता हैं इसलिए एक प्रदाता और एक है एक लेने वाला है जिसे आप जानते हैं इसलिए कि दोनों धारणाएं बहुत अलग हैं एजेंसियों के लिए चाहे सरकार हो या स्वैच्छिक संस्थाएँ जो उनके लिए सहायता का प्रबंधन करती हैं दक्षता और गति के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हम कितने घर बना सकते हैं हम कितनी आजीविका उत्पन्न कर सकते हैं कैसे उत्पन्न कर सकते हैं हम कितनी कुशलता से उत्पन्न कर सकते हैं ये प्रमुख विचार और दृष्टिकोण और रीति रिवाज हैं जो इन प्राथमिकताओं को लागू करने या तैनात करने की प्रवृत्ति रखते हैं जबकि दूसरी तरफ आपदा और उसके बाद दोनों प्राप्तकर्ताओं को अपने जीवन के प्रवाह में व्यवधान होता है उदाहरण के लिए जो प्राप्तकर्ता उनके लिए सुनामी में अपनी नौकाओं को खो चुके हैं तत्काल जीवन और आवश्यकता वापस सामान्य हो रही है अपनी आजीविका के लिए वापस आ रहा है इसलिए अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं को बनाए रखने के लिए कैसे करें वास्तव में यह वह जगह है जहां उनके जीवन की आमद और रीति रिवाजों और व्यवहारों और व्यवहार के प्रतिमानों को बनाए रखना है जो स्थिरता को मापने के लिए सुनिश्चित करते हैं भले ही वे बाहरी राहत के लिए बाधा हों बहुत ही अच्छा महत्व तो यह वह जगह है जहां प्राप्तकर्ता कैसे दिखता है क्योंकि शायद आपदा के तत्काल प्रभाव में वह तत्काल आश्रय तत्काल आवश्यकता की तलाश कर सकता है लेकिन लंबे समय में धारणा बदल जाती है क्योंकि उसे बनाए रखने की आवश्यकता होती है उसे अपने रीति रिवाजों और अपने जीवन के तरीके पर संतुलन रखने की आवश्यकता होती है और यही वह जगह है जहां आपको अपने बारे में जानना होगा राहत संस्कृति को क्या देखना है प्राप्तकर्ता संस्कृति से न केवल तात्कालिक अवधि में बल्कि दीर्घावधि पहलुओं में और इस अंतर को दूर करने के लिए और प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं या प्रशासकों और प्राप्तकर्ताओं के बीच मतभेदों को दूर करने की उम्मीद है इसलिए मैं आपको इसमें मिलाने का प्रयास करूंगा यह 2 शब्दावली एक सीएएम है जो एक सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन है और हम सीएएम को भी संदर्भित करते हैं यह है शहरी या ग्रामीण आबादी द्वारा सामूहिक उपयोग में भौतिक संपत्ति का प्रबंधन इसलिए यह प्रबंधन लाता है ये भौतिक संपत्ति हैं चाहे वह इमारतों के रूप में हो या बुनियादी ढांचे के रूप में या किसी आजीविका स्टॉक के रूप में हो तो कैसे सामूहिक रूप से वे उपयोग करने में सक्षम हैं चाहे वह शहरी या ग्रामीण आबादी हो और यह वास्तव में परिकल्पना करता है सीएएम कम आय वाले समुदायों की बेहतर क्षमता की परिकल्पना करता है क्योंकि विकासशील देशों में गरीबी का पहलू किसी भी तरह की भेद्यता सेटअप के लिए धारण कारक है इसलिए आजीविका का पहलू सीधे जीवन चक्र के प्रबंधन के लिए उनकी क्षमताओं तक पहुंच से संबंधित है यह केवल उस स्थिति के बारे में नहीं है जो हम स्वयं स्थिति से निपट रहे हैं हमें यह देखना होगा कि जीवन चक्र नियोजन दृष्टिकोण में निरंतरता कैसे काम करती है क्योंकि यह सिर्फ आप कुछ खोना नहीं है मैंने आपको कुछ दिया और आप ऐसा कर रहे हैं यह निरंतरता होनी चाहिए आपको इसमें निरंतरता का पहलू लाना होगा नए और मौजूदा सामुदायिक भवनों के लिए एक नियमित देखभाल और निर्माण कार्य करना होगा तो यह वह जगह है जहाँ भौतिक परिसंपत्तियों को लगातार बनाए रखा जाता है और जीवन चक्र योजना के दृष्टिकोण के साथ आगे ले जाया जाता है क्षमता निर्माण कुछ चरणों में लिया जा सकता है एक संपत्ति की पहचान और उनकी स्थिति है इसलिए यहां कुछ बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है और दोनों अंतर के संदर्भ और साथ ही साथ सीबीडीआरएम दृष्टिकोण जो जॉन ट्विग द्वारा सूचीबद्ध किया गया था और आपदा जोखिम में कमी इसलिए उन्होंने अनुभवों को सूचीबद्ध करने और कौशल का विश्लेषण करने के बारे में बात की किसी भी मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम का प्रबंधन और कार्यान्वयन करने के लिए समुदाय के तो क्या उनके पास कोई कौशल है क्या उनके पास कोई परिचालन उपकरण या विधियां हैं वे किसी विशेष आपदा से कैसे निपटते हैं और कैसे निपटते हैं और वे वास्तव में कुछ आजीविका के पहलू को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे समुदाय के साथ साथ स्थानीय अधिकारियों में जागरूकता और क्षमता निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा हो इसलिए एक है हम जागरूकता और क्षमता निर्माण के दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यह न केवल के साथ है समुदाय लेकिन स्थानीय अधिकारियों के साथ भी जहां समुदाय सीधे प्रासंगिक है स्थानीय समुदाय के साथ चर्चा के माध्यम से मरम्मत और उन्नत किए जाने वाले सामुदायिक संपत्ति की भौतिक सर्वेक्षण और पहचान उस समुदाय के लिए क्या प्रासंगिक है आप कैसे जानते हैं क्योंकि आप इस चर्चा में समुदाय को संलग्न करने की आवश्यकता कैसे कर सकते हैं ताकि वे पहचान सकें कि क्या उनके लिए प्रासंगिक है और वे पहचान सकते हैं कि इस पर कैसे काम किया जाए कैसे वे कुछ प्रयासों और धन को संभवतः बेहतर बनाने के लिए डाल सकते हैं या कम से कम वे कुछ अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं इसलिए विभिन्न तरीके थे कि बातचीत कैसे हो सकती है हितधारकों का अभिविन्यास इसलिए विभिन्न लक्षित श्रोताओं जैसे कि नीति निर्धारक प्रशासक लेखाकार सामुदायिक राजमिस्त्री इंजीनियर और भवन केंद्र प्रबंधक और पर्यवेक्षकों को मरम्मत और वसूली का कार्य प्रस्तुत करना यदि एक बार भवनों की सूची के दौरान ये परिणाम पेश करने में सक्षम हो सकते हैं तो हम पहचान की है कि आगे की मरम्मत की जा सकती है ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका निर्माण हम एक नए उद्देश्य के लिए कर सकते हैं आप जानते हैं इसलिए एक बार इस पूरे कार्य को हितधारक के साथ प्रस्तुत किया गया है न केवल समुदाय बल्कि स्थानीय अधिकारियों लेकिन नीति निर्माताओं लेकिन प्रशासकों और साथ ही अगर कोई भवन केंद्र और उनके अधिकारी और उनके पर्यवेक्षक और राजमिस्त्री समूह हैं तो इस तरह वहाँ एक सहयोग होना चाहिए जो आप वास्तव में कर सकते हैं और आपको उस तरह के सहयोग के लिए उन्हें उन्मुख करना पड़ सकता है प्रौद्योगिकी बदल रही है और वास्तव में निर्माण का कार्य भी बदल रहा है हर 2 3 साल के लिए नई तकनीकें आ रही हैं नई चुनौतियां आ रही हैं नए नियामक ढांचे बाजार में आ रहे हैं और सिस्टम में भी इसलिए कि जहां एक को पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित विशेषज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखना है और यह बुनियादी हाउसकीपिंग और मामूली मरम्मत एक बहीखाता साइट के बारे में भी बात कर सकता है प्रबंधन गुणवत्ता नियंत्रण सामग्री की खरीद और जनशक्ति प्रबंधन इसलिए कुशलता से कोई भी ऐसा कर सकता है यह सब स्थानीय स्तर के दृष्टिकोण और यहां तक कि एक छोटे से अगर आप गांव के पास एक स्थानीय राजमिस्त्री को प्रशिक्षित कर रहे हैं तो क्या करें वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया के साथ प्रशिक्षित कर सकते हैं जब आप फ़ाइल कीपिंग और बहीखाता पद्धति को जानते हैं ताकि एक जवाबदेह हो वह जवाबदेह होगा और वह अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखेगा तो यह बहुत उपयोगी होगा जो इस तकनीकी कौशल को बेहतर और बेहतर बनाता है और इसे मान्य भी किया जा सकता है परिसंपत्तियों का स्थिति सर्वेक्षण इसलिए भौतिक निरीक्षण और आप भी एक सूची बना सकते हैं और उन प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं पहली प्राथमिकता क्या है क्योंकि आपके पास केवल एक सीमित फंड है आप कैसे गतिविधियों के सेट और संकट और सिफारिशों के विश्लेषण को प्राथमिकता दे सकते हैं यह वह जगह है जहाँ विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके पास उस इलाके में क्षतिग्रस्त हुई सौ इमारतें हैं जिन्हें बहाली या पुनर्निर्माण की आवश्यकता है तो आपके पास इस पर काम करने के लिए केवल कुछ मिलियन डॉलर हैं तो काम करने के लिए पहला काम क्या है जो सबसे प्राथमिकता है क्या यह घर से शुरू होता है या आप एक आजीविका से शुरू करते हैं या आप इसके साथ शुरू करते हैं धर्म आप जानते हैं कि प्राथमिकता को समझना होगा फिर कार्यों का अनुमान तैयार करना और मरम्मत की तुलनात्मक लागत लाभ यह एक निर्णय लेने में अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है सामग्री और श्रम की खरीद के लिए योजना आप श्रम की खरीद कैसे करते हैं क्योंकि यह विशेष रूप से विशेष रूप से श्रम एक व्यथित स्थिति में आप उपलब्ध सामग्रियों की व्यवहार्यता के आधार पर सामग्रियों तक नहीं पहुंच सकते हैं या आपको श्रम उचित स्तर भी नहीं मिल सकता है इसलिए हम इसे कैसे समन्वित कर सकते हैं क्योंकि हर चीज को लागत प्रभावी होना चाहिए संकट का विश्लेषण और सिफारिशें ताकि जहां वह स्थितियों के बारे में बात करें फिर प्रदर्शन प्रमुख स्थलों पर सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन का प्रदर्शन जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि पुनर्निर्माण से पहले हितधारकों को सही कौशल और साझा समझ से लैस किया जाए इसलिए एक बार जब आपने सर्वेक्षण किया जब आप समान आविष्कार किए जाते हैं और आधारित होते हैं विश्लेषण अपने कार्यों को प्राथमिकता दी है आपने इसके लिए कुछ कार्यक्रम की सिफारिश की है और जिसे कार्रवाई में निर्धारित किया जा सकता है और यह वह जगह है जहां आपको महत्वपूर्ण साइटों पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता है चाहे यह एक साइट हो या चाहे वह एक स्थानीय प्राधिकरण हो चाहे वह एक फंडिंग एजेंसी हो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप जानते हैं कि सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि हम आपके द्वारा ज्ञात पुनर्निर्माण के लिए तैयार हों इसलिए हमारे पास है बस एक मॉडल का परीक्षण किया और फिर हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं यह है कि सामुदायिक परिसंपत्ति प्रबंधन कैसे बात करता है इसी तरह जॉन ट्विग ने सीबीडीआरएम परियोजनाओं को भी संदर्भित किया है जो समुदायों पर आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन परियोजनाएं हैं वह 'गेस्टाओ डे रिस्को के एक निवल दा' के इस प्रबंधन में आने का एक उदाहरण देता है कोमुनिडेड जो कि मोजांबिक में गेरांडो विधि है जिसे एडुआर्डो मोंडेले विश्वविद्यालय के सहयोग से वर्ल्ड विजन द्वारा डिजाइन किया गया है जिसने 2006 से 2010 तक 30 परियोजनाओं का संचालन किया है लगभग 4 साल तक उन्होंने इस CBMM विधि का उपयोग करके 30 परियोजनाओं को बढ़ाया है गेरांडो क्या है जेरान्डो खतरनाक प्रभावों की पहचान करने भविष्यवाणी करने प्रबंधन करने के लिए स्थानीय क्षमताओं का समर्थन करने के लिए एक प्रक्रिया है इसलिए इस प्रक्रिया में 6 अंतः संबंधित चरण शामिल हैं जो मैं इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगा और जिसे स्थानीय समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य द्वारा सुगम बनाया गया है इसलिए पहला पहलू प्रत्येक समुदाय में एक स्थानीय DRM समिति की स्थापना करना है इसलिए आपके पास एक समुदाय है और फिर आप यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि आप प्रत्येक समुदाय में DRM जोखिम समिति आपदा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करें इसलिए गेरांडो के सूत्रधार आमतौर पर समुदाय के समन्वयक होते हैं जो तब अगले 5 चरणों के माध्यम से समिति और समुदाय का नेतृत्व करते हैं इसलिए एक की स्थापना की जाती है और यह महत्वपूर्ण झटके और तनाव की पहचान करता है कि समिति का सामना होता है क्या यह सूखे के कारण है क्या यह अकाल है यह युद्ध है क्या ऐसा है व्यक्ति को यह पहचानना होता है कि वह वही है जो वास्तव में बाकी समुदाय के साथ समन्वय करता है और भेद्यता और क्षमता का आकलन करता है इसलिए यह वह जगह है जो इस बात की बात करती है कि हमारे पास किस तरह की भेद्यता है और प्राथमिकताएं क्या हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां आपको विश्लेषण के हिस्से को समझना होगा वैज्ञानिक और पारंपरिक या स्वदेशी प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों की पहचान करना होगा इसलिए किसी को यह समझना होगा कि हमारे पास किस तरह की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है ताकि हम उन्हें समुदाय को कैसे सूचित कर सकें और यह वह जगह है जहाँ पाँचवाँ चरण विकसित होता है और शमन योजनाएँ लागू होती हैं जहाँ समुचित रूप से सामुदायिक आपदा तैयारी योजना तैयार की जाती है इसलिए एक बार अगर आपको पता चल जाए कि झटका क्या है तो समुदाय को किस तनाव में डाला जाता है और कोई भेद्यता को समझ सकता है क्षमता मूल्यांकन में और कोई भी वैज्ञानिक और पारंपरिक या स्वदेशी प्रारंभिक चेतावनी संकेतक की पहचान कर सकता है ताकि वे शमन योजनाओं को समझ सकें और कार्यान्वित कर सकें क्योंकि प्रत्येक एक से जुड़ा हुआ है और फिर वह वह जगह है जहाँ कोई अंत में सामुदायिक स्तर की आपदा तैयारी योजना बना सकता है तो यह मोज़ाम्बिक की एक तरह की वेबसाइट है जिसमें विकलांगता और बाढ़ और चक्रवातों के शिकार इदई से शुरू करने पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं और आप जानते हैं कि बच्चे पीड़ित हैं इसके भीतर बहुत सारे कार्यक्रम हैं और एक महत्वपूर्ण चुनौती है आधिकारिक आपदा प्रबंधन संगठन वे कोशिश करते हैं वे अनौपचारिक सामाजिक संगठन या नेटवर्क की क्षमता का मूल्यांकन करते हैं चाहे वह पड़ोस या परिवार या रिश्तेदारी समूह हों इसलिए पहले चरण में यह समुदाय कुछ स्थानों पर हो सकता है यह बहुत छोटा है लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया वे इसे कम करने की कोशिश करते हैं और प्रभावित समुदायों या समूहों द्वारा कार्रवाई की जाती है भोजन और पानी को देखते हुए उदाहरण खोज और बचाव यहां तक कि देखा गया है अप्रासंगिक आप जानते हैं इसलिए भी जिस तरह से समुदाय एक दूसरे का समर्थन करते हैं वे अक्सर इन चीजों को अनदेखा या कचरा करते हैं और अप्रासंगिक या विघटनकारी होते हैं क्योंकि वे अधिकारियों द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं क्योंकि वे आधिकारिक तौर पर निर्देशित नहीं होते हैं इसलिए यह वह जगह है जहां आधिकारिक तौर पर सेट किए गए अधिकांश लोग इस सामुदायिक नेटवर्क को अनदेखा करते हैं स्वदेशी नेटवर्क वे कैसे सहयोग करते हैं कैसे वे आपदा का सामना करते हैं कैसे वे आपदा को समझते हैं एक प्रभावी CBRDM के लिए किसी को समझने की आवश्यकता है कि एक सामाजिक पूंजी है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सामाजिक पूंजी शब्द यदि आप पुत्नाम के काम का उल्लेख करते हैं तो यह सामाजिक संसाधनों को लोगों को उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहता है इनमें नेटवर्क और व्यक्तियों के बीच संबंध समूहों की सदस्यता और विश्वास और विनिमय के संबंध शामिल हैं यह एक क्षैतिज पूंजी हो सकती है एक ऊर्ध्वाधर पूंजी यह एक समूह के भीतर एक नेटवर्क हो सकता है यह समूहों में हो सकता है एक को समझना होगा जब आप संकट में होते हैं तो यह वास्तव में लोगों को एक साथ लाता है और मजबूत और स्थायी सामाजिक जुड़ाव को उत्तेजित करता है इसलिए यह एक संकट है जो लोगों को एक साथ लाने का अवसर देता है समावेशन और अपेक्षाएं और वह है जहां भागीदारी किसको शामिल करना है कैसे शामिल करना है और क्योंकि वे सभी अलग अलग अपेक्षाएं हैं और यह वह जगह है जहां भागीदारी के तरीके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यदि आप भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं कि सफल 3 का एक नोट भी है टी पहली टी पारदर्शिता के बारे में बात करती है जिसके लिए स्पष्टता खुलेपन जवाबदेही की आवश्यकता होती है और यह समुदायों को हस्तक्षेप की कमियों के साथ साथ उनके लाभों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता का सम्मान करती है समय दूसरा पहलू समय है समुदायों बाहरी लोगों और मध्यवर्ती के बीच सार्थक संबंध बनाने की जरूरत है गतिविधियों को लागू करने और समुदायों को प्रक्रिया का स्वामित्व लेने में सक्षम करने के लिए बीच बीच में भरोसा यह पारदर्शिता का परिणाम है और सहभागी प्रक्रिया में समय साझा प्रयास लक्ष्य और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है यह 2 जाहिर तौर पर एक बार के बीच समुदायों के बीच एक विश्वास का निर्माण करेगा आप पारदर्शी हैं एक बार जब आप चीजों को पारदर्शी जवाबदेह बनाते हैं सार्थक स्पष्टता के साथ और वह वह जगह है जहां आप निश्चित रूप से समुदायों और बाहरी लोगों और बिचौलियों के बीच एक संबंध बनाएंगे और यह भी आपको यह जानने के लिए सक्षम कर सकता है कि प्रक्रिया का स्वामित्व लेना चाहिए और आखिरकार यह विश्वास का निर्माण करेगा लेकिन सवाल यह है कि क्या CBDRM गतिविधियों में हर समय शामिल होना व्यावहारिक है यह बहुत कठिन प्रश्न है किसी भी एनजीओ के लिए इसे संबोधित करना बहुत मुश्किल काम है कुछ प्रमुख उपकरण जिनमें सबसे अधिक असुरक्षित है जो सभी प्रभावित हैं जो हैं अक्सर लक्षित या जो खतरे में हैं उन्हें जितना संभव हो उतना शामिल करने का प्रयास करें जो महत्वपूर्ण कदम में से एक है सूचना और सूचना और खुलेपन आप पारदर्शी होने के लिए है लाने ले आओ क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया है यह कैसे किया जाता है यह कैसे विकसित किया गया है और क्या रणनीति की तरह वे इतनी लागू करने के लिए जा रहे हैं इसे और अधिक पारदर्शी तरीके लाने के लिए किसी भी समुदाय में वहाँ हमेशा एक शक्ति संबंधों एक है और है वंचितों शक्ति और शक्तिशाली है शक्तिहीन और शक्तिशाली इसलिए समुदायों के पार भी यह न केवल उस व्यक्ति को संबोधित कर रहा है जिसके पास पहले से ही कुछ शक्ति का पहलू है बल्कि आपको यह भी पता करना है कि किसके पास कोई शक्ति नहीं है इसलिए आपको उन्हें सर्वसम्मति में लाना होगा लेकिन अंदरूनी सूत्रों और बाहरी लोगों को इसलिए एक बाहरी व्यक्ति वास्तव में कैसे आ सकता है और अंदरूनी सूत्र के साथ बातचीत कर सकता है क्योंकि किसी को एक ट्रस्ट का निर्माण करना है और वह यह है कि स्थानीय अधिकारियों स्थानीय एजेंसियों चाहे वह एक चर्च हो चाहे वह एक नगरपालिका प्राधिकरण हो कैसे वे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अंदरूनी सूत्र और बाहरी व्यक्ति के बीच बातचीत करना तो सीबीडीआरएम और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन या एनजीओ को समुदाय से संपर्क करवाने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं क्योंकि ऐसा पाया गया कि समुदाय के साथ काम करना काफी कठिन था क्योंकि दोनों ही अलग अलग संस्कृतियों से थे और उनकी शक्तियां अलग थी उनके लक्ष्य विभिन्न थे और उनकी उम्मीदें भी अलग अलग थी तो एक प्रविष्टि बिंदु बनाना यह है जब मैंने आपसे कहा प्रविष्टि स्थानीय अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है कैसे कोई इन और उन एजेंसियों के बीच पुल भागीदारी का निर्माण करने में सक्षम हो सकता है जो उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं और जो लाभार्थी उनके साथ काम करने जा रहे हैं तब भी जब मेरे खुद के मामले में जब मैं तमिलनाडु के कुछ गाँवों में गए वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति के रूप में माना जाता था इसलिए मैंने जो किया मैं चर्च में गया और मैंने पिता से मुलाकात की और पिता ने मुझे बताया कि मैं इन समुदायों और सूनामी प्रभाव पर शोध कर रहा हूं और फिर अगले दिन लोगों ने मेरे साथ सहयोग करना शुरू कर दिया ताकि सहयोग और जब लंबे समय तक मैंने कुछ भरोसा विकसित किया तो प्रक्रिया और तरीकों पर आ रहा है हमने सहभागी शिक्षण PLA और कार्रवाई विधियों और उपकरणों के बारे में बात की एक स्थानिक है जो मानचित्रण और मॉडलिंग के बारे में बात कर रहा है यह जोखिम और भेद्यता मूल्यांकन में बहुत उपयोगी है इसका उपयोग खतरों और खतरनाक स्थानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो समुदाय पहले से ही इस बारे में जानते हैं आप जानते हैं कि कटाव वनस्पति या कीट के संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की और समुदाय के भीतर कमजोर समूहों और क्षमताओं और संपत्ति की पहचान की तो एक आप कैसे पता लगा सकते हैं कि स्थानिक मानचित्रण और मॉडलिंग में चाहे वह एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग हो चाहे वह रिमोट सेंसिंग पहलू हो चाहे हम जो भी उपकरण उपयोग कर रहे हों लेकिन हमें भेद्यता की स्थानिक समझ को समझने की आवश्यकता है दूसरा पहलू एक नाममात्र है जो संग्रह नामकरण या लिस्टिंग है यह एकत्र कर सकता है उदाहरण के लिए समुदायों और उनके पर्यावरण के बारे में जानकारी हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि लाभार्थी कौन हैं वे किस तरह की फसलें खो चुके हैं कितना और यह खाद्य संकट के समय में उपयोग की जाने वाली मैथुन रणनीतियों में अनुक्रम को देख सकता है आवृत्ति या महत्व के क्रम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और इससे जुड़े कारण भी हैं तो वनों की कटाई के ऐसे परिणाम लौकिक इसलिए इन सभी घटनाओं को एक क्रम में रखना चाहे वह व्यक्तिगत और पारिस्थितिक इतिहास आपदा समयसीमा आपदा दृश्य मौसमी कैलेंडर सामुदायिक समय सीमा या फिर से लागू होने वाली घटनाओं के माध्यम से हो क्योंकि ये तरीके वास्तव में भेद्यता की बदलती प्रकृति को प्रकट करेंगे यदि आप देखते हैं किसी भी आपदा और उसके प्रभाव का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड कोई यह देख सकता है कि हम कहां प्रगति कर रहे हैं जहां यह वास्तव में कैसे बढ़ रहा है ताकि हम आपको प्रभावी रूप से जान सकें उन तैयारियों के पहलुओं पर ध्यान दें जो आप जानते हैं वह गलत है ताकि हम एक वैकल्पिक तंत्र की तलाश कर सकें क्रमवार जब हम ऑर्डिनल सॉर्टिंग और तुलना और रैंकिंग कहते हैं क्योंकि यह वह जगह है जहां हम सबसे कमजोर व्यक्तियों और घरों की पहचान कर सकते हैं संख्यात्मक जो इसके अधिकांश आर्थिक पहलू पर बात कर रहा है गिनती आकलन इस तरह की तुलना और स्कोरिंग और तरीकों का उपयोग आपदा नुकसान का आकलन करने और मात्रात्मक रूप से किया जा सकता है जो सामान्य रूप से जिला एजेंसी में से कोई भी इस पर करने जा रहा है कि आजीविका के स्टॉक का कितना नुकसान हुआ है आप कितने जानवरों को मार चुके हैं पता है यह संख्या के साथ ज्यादातर मूल्यांकन किया जाता है संबंधपरक यह अक्सर इस बात से संबंधित है कि हम कैसे लिंक करते हैं और हम कैसे संबंधित हैं कैसे अलग अलग सूत्रधार यह समझते हैं कि समुदाय के विभिन्न भाग एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और वे शक्ति संरचनाओं की पहचान कैसे करते हैं और क्योंकि यह एक कारण को दूसरे प्रभाव और एक प्रभाव के साथ जोड़ सकता है इसका एक और कारण इस तरह से सूखे के प्रभाव को एक भूमि कार्यकाल व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है या समस्या वृक्ष का उपयोग करके श्रम के लिंग आधारित विभाजनों से जोड़ा जा सकता है तो यह सब A की एक बहुत ही जटिल घटना है जो B को लिंक कर रहा है और B को C से लिंक कर रहा है C को D से लिंक कर रहा है लेकिन D फिर से A से लिंक कर रहा है आपको पता है कि इस तरह की समस्या ट्री को विकसित किया जा सकता है वास्तव में महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक CBRDRM को आधिकारिक रूप से कैसे एकीकृत किया जाए विकास योजना यह एक अच्छा मामला है जो उन्होंने नेपाल पर भंडारी और मालाकार के काम के बारे में दिया है जिसमें नेपाल में चितवाल और नवलपरासी जिले शामिल हैं एक व्यावहारिक कार्रवाई समूह है जो 59 ग्राम विकास समितियों में काम कर रहा था और जो सरकार की सबसे कम प्रशासनिक इकाइयां हैं तो आपके पास ये वीडीसी हैं डीआरएम को तैयार करने के लिए ग्राम विकास समितियां वे डीआरएम योजनाओं को तैयार करेंगे और फिर प्रत्येक वीडीसी में वार्ड और सामुदायिक स्तर की भेद्यता का आकलन किया गया था इसलिए प्रत्येक वीडीसी में फिर से वार्ड स्तर का आकलन किया गया है और फिर यहीं है वे स्थानीय डीआरएम नियोजन कार्यशालाओं को ठीक बनाते हैं इसलिए सरकार नागरिक समाज संगठनों के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर इन पर सहमति दी जाती है और स्थानीय विकास योजनाओं में संबंधित VDC की प्लस नगरपालिका परिषदों द्वारा विभिन्न योजनाओं के साथ अंतिम योजना बनाई जाती है यह वह जगह है जहां स्थानीय विकास योजनाएं और फिर इन्हें आगे DDP में विकसित किया जाता है डीडीसी के जिला विकास समितियों को शामिल करने के लिए जिला विकास समितियां ऐसा करती हैं यह एक स्थानीय भेद्यता मूल्यांकन से है यह जिला स्तर के पहलू पर पहचाना गया है इसलिए यह एक छोटे खंड से जिला स्तर तक पहुंचना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए सफल CBDRM के वायदा क्या हैं हम इसे कैसे मापते हैं बेशक IFRC रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसायटी ने वास्तव में एक सफल समुदाय आधारित डीआरआर कार्यक्रम के 9 प्रमुख निर्धारकों पर ध्यान दिया है समुदाय और समुदाय के नेताओं की प्रेरणा और क्षमता इसने कैसे समुदाय को प्रेरित किया है और उनके बीच साझेदारी की ताकत में रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट के हितधारकों की प्रेरणा और क्षमता इसलिए यह किस तरह की साझेदारी स्थापित की है बाहरी अभिनेताओं गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र की क्षमता और उनके साथ साझेदारी की ताकत स्तर CBDRM कार्यक्रम की सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकरण का स्तर इसलिए हम न केवल स्वामित्व के बारे में बात कर रहे हैं बल्कि हम एकीकरण की भी बात कर रहे हैं वे कितनी अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं कार्यक्रम के डिजाइन में मानकीकरण और लचीलेपन के साथ उचित संतुलन होने के साथ साथ CBDRM कार्यक्रम को लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि ये सभी हैं बहुत समय लगने की प्रक्रिया और CBDRM कार्यक्रम को लागू करने के लिए पर्याप्त धन होने इसलिए हम कैसे फंडिंग पैदा कर सकते हैं यह भी महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें पर्याप्त मूल्यांकन निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को जोड़ा गया है इसलिए जो फिर से एक निरंतरता चक्र है कि समय समय पर यह आकलन कैसे कर सकता है इसलिए मुझे आशा है कि आपको सीबीडीआरएम और सामुदायिक संपत्ति प्रबंधन के बारे में पता चल गया होगा मुझे लगता है कि यह आपकी मदद करेगा धन्यवाद